सुप्रभात हम इस पाठ्यक्रम के अंतिम मॉड्यूल के अन्य विशेष विषयों को देखेंगे और आज हम कन्फ़ाइनेड मेसनरी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जैसा की हमने पाठ्यक्रम की शुरुआत में कहा की यह मेसनरी निर्माण के भीतर एक संरचनात्मक टाइपोलॉजी है इसने पिछले कुछ समय में हमारे देश में महत्वपूर्ण अंश प्राप्त किया है हालाँकि यह कोई नई टाइपोलॉजी नहीं है यह भूकंप बलों के अधीन अच्छी तरह से काम करता है और कई देशों में इस टाइपोलॉजी के वेरिएंट हैं कई देशों में जहाँ भूकंपीय गतिविधि ज़्यादा होती हैं की दक्षिण अमेरिका में चिली वहां पर इस तरह के निर्माण का महत्वपूर्ण स्टॉक है विशेष रूप से आवासीय भवन छोटे कार्यालय भवन व स्कूलो में सीमित मेसनरी निर्माण हैं और इसकी लाभप्रदता यह है की इस निर्माण न्यूनतम नुस्खों के साथ आसान होता है और इसके साथ एक संरचनात्मक अनुकूल टाइपोलॉजी को जमीन पर स्थापित किया जा सकता है तो इस जगह एक सीमित मेसनरी का निर्माण अच्छे भूकंप प्रतिरोध के साथ किया जा सकता है राष्ट्रीय भवन कोड 2016 संस्करण में सीमित मेसनरी पर एक मुख्य खंड हैलेकिन यह फिर से एक टाइपोलॉजी है जहां कठोर डिजाइन दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाता है परंतु निर्धारित सिफारिशें प्रदान की जाती हैं जैसे कि निर्माण संबंधी विवरण जब आप इस टाइपोलॉजी को चुनते हैं तो निर्माण को संबोधित किया जाता है तो मुझे टाइपोलॉजी पर जाने दे और राष्ट्रीय भवन कोड के लिए सीमित मेसनरी निर्माण के लिए नुस्खे बताने दें लेकिन भूकंप के अतिरिक्त प्रतिरोध और वैश्विक प्रतिरोध की प्रतिक्रिया को देखना भी महत्वपूर्ण होगा और दीवारों की बेहतर लचीली क्षमता का अनुमान लगाने के लिए सरल गणना भी उपलब्ध हैं तो राष्ट्रीय भवन कोड में मेंसरी के अनुभाग के संदर्भ में सिमित मेसनरी रीइंफोर्स्ड मेंसरी या न्यूनतम रीइंफोर्स्ड मेंसरी के विकल्प के रूप में वर्णित की गई है हमने विशेष रूप से रीइंफोर्स्ड मेंसरी की तैयार किया है जहां डाक्टिलिटी की प्रतिक्रिया का कारक 4 के रूप में उच्चतम है हम ऐसी स्थिति को नहीं देख रहे हैं जहां सीमित मेसनरी निर्माण रीइंफोर्स्ड चिनाई का एक विकल्प है लेकिन ऊर्ध्वाधर सलाखों और रीइंफोर्स्ड चिनाई के साथ ही फ्रेम के निर्माण को भी देख रहे हैं तो यह रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम निर्माण का एक विकल्प है मेसनरी में भार वाली दीवारें होती हैं तो गुरुत्वाकर्षण प्रतिरोध लोड वाली दीवारों से आता है और ये मिट्टी की ईंटों खोखली मिट्टी की ईंटों या कंक्रीट ब्लॉक से हो सकता हैं लेकिन महत्वपूर्ण है कि वे भ्रमित तत्व हो जो ऊर्ध्वाधर टाई कॉलम हैं या क्षैतिज टाई कॉलम से आता है जिसे टाई बीम कहा जाता है जो मेसनरी दीवार को परिभाषित करते हैं और चारों तरफ से असर वाला तत्व बनाते हैं अब ये टाई रीइंफोर्स्ड मेसनरी के छोटे क्रॉस सेक्शन के हैं और यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इसलिए ये फ्रेम बिल्डिंग की तरह फ्लेक्सोरल एलिमेंट्स नहीं हैं एक आरसी फ्रेम बिल्डिंग में कॉलम और बीम के फ्लेक्सोरल एलिमेंट्स होते हैं लेकिन यहाँ ये टाई तत्व हैं और फ्लेक्सुरल के रूप में परिभाषित नहीं हैं उनकी एकमात्र भूमिका एक टाइपोलॉजी में तन्यता प्रतिरोध प्रदान करती है जहां आप गुरुत्वाकर्षण असर वाली भूमिका के लिए असंबद्ध मेसनरी की दीवारों पर निर्भर होते है एक सीमित मेसनरी निर्माण के विभिन्न संरचनात्मक घटक होते हैं जो भार वहन करने वाली दीवारों का कार्य करते हैं यह गुरुत्वाकर्षण के कार्य को भी पूरा करते हैं लेकिन यह शियर की दीवार है जो पार्श्व बलों के खिलाफ भी काम करती है तो इसकी दोहरी भूमिका है इसके पास शियर दीवार है जो टाई तत्वों के साथ कार्रवाई करती है लेकिन जहाँ टाई तत्वों के बीच बातचीत की बात आती है यह गुरुत्वाकर्षण भार प्रतिरोध के ही है जिन भ्रमित तत्वों के बारे में हमने बात की वे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हैं और वे मेसनरी दीवार पैनलों को तन्यता और लचीलापन प्रदान करते हैं जो असंगत मेसनरी वाली दीवार का पैनल है आपके पास फर्श स्लैब और छत के स्लैब हैं और यह आमतौर पर निर्धारित किया जाता है कि ये कठोर क्षैतिज डायाफ्राम हैं जब उनका निर्माण किया जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बल दोनों को संचारित करने में सक्षम हैं आपके पास एक प्लिंथ बैंड होता है जो संरचनात्मक प्रणाली तत्व में पहला टाई होता है वह टाई बीम जो सबसे निचले स्तर पर है और स्थानांतरण दीवार पैनलों और मेसनरी दीवार पैनलों से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों बलों को नींव तक भेजता है तो यदि आप एक कन्फ़ाइनेड मेसनरी और रीइंफोर्स्ड मेसनरी के बीच मूलभूत अंतर देख रहे हैं तो वे क्या होंगे यह मौलिक अधिकार निर्माण के क्रम से शुरू होता है एक रीइंफोर्स्ड मेसनरी में सबसे पहले फ्रेम का निर्माण किया जाता है उसके बाद नींव का उसके बाद आप अलग अलग फ़ुटिंग्स का निर्माण करते हैं और फिर अंत में फ्रेमिंग एलिमेंट्स का और फिर इनफिल दीवार को जोड़ना अंतिम तत्व होता है नॉनस्ट्रक्चरल इनफिल्ड दीवारें हैं जो कि विभाजन की दीवारें भी कही जाती हैं और अंत में जोड़ी जाती हैं हालांकि कन्फ़ाइनेड मेसनरी में पहले दीवारों का निर्माण किया जाता है और फिर भ्रमित करने वाले तत्वों का यह मानते हुए कि हम जिन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर टाई तत्व की बात कर रहे हैं वह रीइंफोकेड कंक्रीट तत्व में हैं और उसके बाद दीवार का निर्माण किया जाता है और जैसा की आप इस चित्र में देख सकते हैं की मेसनरी निर्माण के किनारों पर एक कोना छोड़ा गया है आप देख सकते हैं कि पहले से ही स्थिति में स्टील सुदृढीकरण है और फिर कंफर्टिंग तत्व को सही तरीके से पूरा करने के लिए कंक्रिटिंग किया जाता है तो यह एक बुनियादी अंतर है कन्फ़ाइनेड मेसनरी में सीमित तत्व होते हैं जो दीवार के निर्माण के बाद बनाये जाते हैं तो जब आप वास्तव में एक दीवार के शीर्ष पर होते हैं तो आप सुदृढीकरण की स्थिति में होते है आप जब आप दीवार का निर्माण दो या तीन लिफ्टों में कर रहे है तो यह आमतौर पर आउट ऑफ़ प्लेन रेजिस्टेंस देता है हम बहुत लंबी दीवारों की बात नहीं कर रहे हैं ये आवासीय भवन के प्रकार हैं अगर कारीगरी बहुत अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है यह एक संभावित मुद्दा हो सकता है और दीवारों टूट सकती हैं कुछ साइट हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि दीवार हवा में गिर नहीं रही है लेकिन कोई अन्य विशेष आवश्यकता वास्तव में नहीं है तो मौलिक अंतर यह होगा कि आप कन्फ़ाइनेड मेसनरी और कंबाइंड मेसनरी निर्माण में गुरुत्वाकर्षण दीवारों का फ्रेमिंग एक्शन देख रहे है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम निर्माण में फ्रेमिंग एक्शन होता है यहां सभी टाई के परस्पर जुड़े रहने के बाद भी फ्रेमिंग कार्रवाई उपलब्ध नहीं है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम तत्व में प्रत्येक फ्रेमिंग कॉलम का अपना आधार होगा यह आइसोलोएटेड फुटिंग कंबाइंड फुटिंग या तो राफ्ट फुटिंग हो सकता है लेकिन कन्फ़ाइनेड मेसनरी में सीमित तत्वों का निर्माण होता है और टाई तत्वों की अपनी खुद की नींव नहीं होती है वे रनिंग फाउंडेशन के ऊपर होते हैं और आपके पास एक प्लिंथ बीम होता है जो नींव तत्व के लिए टाई तत्वों का इस्पात सुदृढीकरण करने में मदद करता है फ्लेक्सुरल एलिमेंट के रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम निर्माण में अपनी खुद की नींव होती है लेकिन टाई तत्वों का अपना आधार नहीं होता है आप मेरी स्लाइड्स में IIT गांधीनगर के चित्र देखेंगे जो एक शैक्षणिक परिसर है और वहां पर निर्णय लिया कि कुछ आवासीय भवन विशेष रूप से संकाय ब्लॉक सभी कॉनफाइनेड मेसनरी से निर्मित हैं तो हम भूकंपीय क्षेत्र III की बात कर रहे हैं जहाँ बहु मंजिला जमीन और दो निर्माणों होते हैं जिसे डिजाइन और निष्पादित किया गया है तो इनमें से कई तस्वीरें वास्तव में परिसर में तैयार की गई हैं अब भूकंप प्रतिरोधी निर्माण दिशानिर्देशों के बारे में क्या होता है जैसा कि मैंने कहा की कोड टाई तत्वों के आयाम में आने की प्रक्रिया के बारे में आपको एक कठोर डिजाइन करने के दिशानिर्देश नहीं देता है हालांकि बहुत सारे आयाम प्रदान किए जाते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि भूकंप का अच्छा प्रतिरोध उपलब्ध है इसलिए मैं उन विशिष्ट दिशानिर्देशों पर जल्दी से चलूंगा जो आपके पास राष्ट्रीय भवन कोड में हैं जिसके बाद हम यह समझने के लिए आगे बढ़ेंगे कि उन्हें पार्श्व क्रियाओं के तहत व्यवहार को कैसे प्रभावित करना चाहिए अगर आप श्रेणी बी और श्रेणी सी इमारतें देख रहे हो तो आप 5 मंजिला तक जा सकते हैं लेकिन यदि आप श्रेणी डी और श्रेणी ई इमारतें देख रहे हैं तो आप 4 मंजिला तक जा सकते हैं यदि आपको आईएस 4326 टेबल याद हैं जहां आपके पास श्रेणी बी से श्रेणी ई है यह कोड कहता है कि सीमित मेसनरी में एक अन्य टाइपोलॉजी है जिसका उपयोग आप भूकंप प्रतिरोधी मेसनरी निर्माण में कर सकते हैं पहला रीइंफोर्स्ड मेंसरी है और दूसरा इअंरीइंफोर्स्ड मेंसरी है लेकिन कॉनफिनॉएड मेसनरी एक अन्य टाइपोलॉजी है जो बुनियादी भूकंप प्रतिरोध आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि टाई बीम हर स्तर पर और और हर मंजिल के स्तर पर प्रदान किए गए हैं यह एक न्यूनतम आवश्यकता है और टाई बीम के बीच ऊर्ध्वाधर रिक्ति 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि हर मंजिल स्तर पर आपके पास एक टाई बीम हो जिसकी शुरुवात नींव के साथ होना चाहिए टाई कॉलम आमतौर पर लगभग 4 मीटर के रिक्ति पर रखा जाता है यदि टाई कॉलम का आयाम 200 x 200 है तो आपके पास भार वहन करने वाली मेसनरी की दीवार हो सकती है जो 230 200 या इससे भी बड़ी हो सकती है आपका टाई कॉलम आमतौर पर आयाम में सीमित होता है यदि यह 200 मिमी या मोटा है तो प्रत्येक 4 मीटर आपके पास एक टाई कॉलम होना चाहिए लेकिन अगर आप एक पतली दीवार को देख रहे हो तो यह 100 मिमी या 114 मिमी मोटी हो सकती हैं इस स्तिथि में आपके पास टाई कॉलम हर 3 मीटर पर प्रदान किया जाना चाहिए टाई कॉलम को दीवारों के कोनों और इसके अलावा दीवारों के चौराहों पर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और टाई कॉलम तब भी प्रदान किया जाता है जब एक दीवार का एक स्वतंत्र अंत होता है तो दरवाज़े का खुलना वास्तव में मुक्त अंत के साथ एक दीवार में होता है जिसका मतलब है की वास्तव में एक टाई कॉलम होना चाहिए जो उस स्थान पर बनाया गया हो यदि आप एक मंजिला या दो मंजिला निर्माण को देख रहे हैं तो आमतौर पर दीवारों के बारे में आप क्या कहेंगे यह 100 मिमी या 114 मिमी की दीवारें होती हैं जो मूल रूप से आधी मोटी ईंट से बनी होती हैं और अगर आप दो मंजिला संरचनाओं या उससे अधिक मंजिल की संरचनाओं को देख रहे हैं तो वहां वहां न्यूनतम एक ईंट मोटी दीवार की आवश्यकता है वहां दीवार घनत्व की अवधारणा को पेश किया गया है और इसके बारे में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे जब हम मूल्यांकन की बात करेंगे दीवार का घनत्व दी गई मंज़िल में संरचनात्मक योजना घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है यह कानफाइनेड दीवार पैनल का कुल क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है आप दीवार पैनल क्षेत्रों को एक दिशा से लेते हैं और फिर दूसरी दिशा से लेते हैं मतलब की आप दो ऑर्थोगोनल दिशाओं को अलग अलग लेते हैं तो यह कानफाइनेड दीवार पैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया का सम हैं जो सभी मंजिलों में फर्श योजना क्षेत्रों से गुणा किया जाता है तो आप एक दिशा की दीवार के कुल प्रतिशत को बनाम दूसरी योजना के कुल क्षेत्र द्वारा विभाजित दिशा में क्षेत्र को देख रहे हैं तो मूल रूप से दीवार घनत्व और संरचनात्मक योजना घनत्व एक इमारत के लिए आंका जा सकता है हर मंजिल के लिए आप केवल एक मंजिल की एक योजना क्षेत्र पर ध्यान देंगे यदि आप पूरी इमारत के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी मंजिल के क्षेत्रों को जोड़ देंगे अब यह जो प्रतिनिधित्व करता है वह एक योजना में उपलब्ध विरोध क्षेत्र का प्रतिशत है और इस पर सीमाएं हैं और आप इसे तब देखेंगे जब हम मूल्यांकन के लिए आते हैं और यह मूलभूत जाँच में से एक है कि क्या भवन में पर्याप्त प्रतिरोध है या नहीं है एक मेसनरी वाली इमारत में पर्याप्त भूकंप प्रतिरोध है या नहीं इस पर बहुत ही सरल जाँच के रूप में आप दीवारों की संरचनात्मक योजना घनत्व को देख सकते है तो यहाँ कोड कहता है की यदि आप भूकंपीय क्षेत्र III के अंदर हैं तो यह प्रत्येक दिशा में कम से कम 2 प्रतिशत होना चाहिए अर्थात हर एक ऑर्थोगोनल दिशा में जो जोन IV में 3 प्रतिशत और जोन V में 45 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं तो यह एक और जाँच है जो महत्वपूर्ण हो जाती है निश्चित रूप से दिशानिर्देश एक ईंट मोटी दीवार या एक आधा मोटी दीवार भूकंप प्रतिरोध के दृष्टिकोण से है लेकिन हम यह भी जाँचेंगे कि क्या वह दीवार पार अनुभाग गुरुत्वाकर्षण भार से पर्याप्त है तो यह जाँच पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस पर आधारित है तो उन न्यूनतम आयामों को गुरुत्वाकर्षण आवश्यकताओं और पार्श्व दोनों को संतुष्ट करना होगा जो कोड द्वारा निर्धारित है चूंकि यह प्रकृति में निर्धारित हैआपके पास अलग अलग टाई तत्व के विशिष्ट नुस्खे हैं और इन प्रोटोकॉल का पालन निर्माण में किया जाना चाहिए तो हम जल्दी से दीवारों टाई स्तंभों टाई बीम और नींव के लिए निर्माण विवरणों पर जाएंगे तो यह निर्धारित किया जाता है कि दीवार पैनल की ऊंचाई मोटाई अनुपात दीवारों का ht अनुपात 30 से नीचे रखा जाये और हमने देखा है कि यह संख्या 30 की ओर वापस आती है अर्थात ht का अनुपात 30 होता है तो आपके पास प्रभावहीनता के कारण दीवारों में अस्थिरता आती है एक और महत्वपूर्ण नुस्खा यह है कि सभी दीवारों के किनारों को दांतेदार होना चाहिए तो यदि आप ऊपर की तस्वीर देखते हैं आप पाएंगे की जिस तरह से दीवार का किनारा है वह इसके द्वारा बनाई गई एक ऑफसेट है और यह निर्धारित है कि यह प्रक्षेपण कम से कम 40 मिमी या उससे कम होना चाहिए अब इस टूटिंग के महत्व को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है और इस टूटिंग की उपस्थिति टाई कॉलम और चिनाई के बीच अंतःक्रिया में फायदेमंद है वास्तव में दीवार के वह पैनल जो कि टूटिंग के बिना निर्मित किए गए हैं वह टाई कॉलम द्वारा प्रभावी ढंग से सीमित होने में मुश्किल लगता है सामना करते हैं क्योंकि आपके पास टाई कॉलम और मेसनरी की दीवार के बीच इंटरफ़ेस होता है पूरा विचार यह है कि आप दो तत्वों के बीच इंटरलॉकिंग चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें काफी प्रभावी ढंग से एक साथ काम कराना चाहते हैं और हमारा इरादा इंटरलॉकिंग और उस इंटरफेस पर प्लास्टिक कंक्रीट के रूप में समर्थन प्रदान करना है हम फॉर्म वर्क के बारे में एक क्षण में बात करेंगे लेकिन दीवार के दो किनारों को आप शटरिंग के रूप में देख सकते है जहाँ भी आवश्यकता हो आप मेसनरी की दीवार और टाई कॉलम के बीच क्षैतिज डॉवेल्स का उपयोग कर सकते हैं और फॉर्मवर्क एक दीवार के दो किनारों पर प्रदान किया जाता है जैसा कि आपने इस चित्र में देखा है अगर यह एक कोने में है तो आप दो बाहरी किनारों पर इसे देंगे और अगर यह एक केंद्रीय टाई तत्व है तो आप दीवार के दोनों की ओर यह फॉर्मवर्क तत्व प्रदान करेंगे तो टाई कोलम्बस के अनुभागीय आयाम की न्यूनतम क्रॉस आवश्यकताएं हैं क्रॉस अनुभागीय आयाम वर्ग या आयताकार हो सकते हैं और यह निर्धारित किया गया है कि जब भी यह कोने पर होता है तथा कोनों पर कम से कम 200 मिमी या 230 मिमी एक ईंट मोटी क्रॉस सेक्शन होता है जबकि अन्य स्थान में वे 100 मिमी x 100 मिमी या 114 x 114 150 x 200 150 x 230 हो सकते हैं आयत या वर्ग क्रॉस सेक्शन की अनुमति है जिसका न्यूनतम आयाम निर्धारित हैं कोने पर टाई कॉलम की एक महत्वपूर्ण मांग है और इसलिए टाई कॉलम में न्यूनतम स्टील सुदृढीकरण की निर्धारित आवश्यकता होती है और टाई सुदृढीकरण का अंतर शीर्ष पर और टाई कॉलम के निचले सिरे पर क्या होना चाहिए यह शाफ्ट निर्धारित करता है एक उचित सुदृढीकरण का ओवरलैपिंग अनुदैर्ध्य सुदृढीकरण का 50 वा भाग निर्धारित होता है और अनुदैर्ध्य सलाखों के संदर्भ में भवन की श्रेणी के आधार पर इन मंज़िलों की संख्या 4 मंजिला 5 मंजिला 3 मंजिला हो सकती हैं और कोड यह वर्णन करता है कि चार संख्याओं वाले सलाखों का न्यूनतम व्यास क्या होना चाहिए यह भी निर्धारित करता है जैम पर टाई कॉलम मूल रूप से यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास एक दरवाजा खोलने या खिड़की खोलने के लिए एक टेंसिल रेसिस्टिंग एलिमेंट का तत्व है जो की अन्य टाई कॉलम की तरह महत्वपूर्ण नहीं है और यहाँ बार की संख्या भी कम की गई है यह दो अनुदैर्ध्य सलाखें हैं और टाई बार की मोटाई पर आयाम है इसी तरह आपके पास टाई बीम के लिए नुस्खे हैं और ये टाई बीम लगातार लोड की दीवारों के साथ चलती हैं वे प्रत्येक दीवारों के शीर्ष पर रखा गया है और न्यूनतम पार अनुभागीय आयाम हैं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए आपके पास यहां वर्णित क्रॉस सेक्शन हैं जो की अनुदैर्ध्य बार के रूप में है और किस स्थान पर स्टिरअप प्रदान किया जाना होना यह भी महत्त्वपूर्ण है अनुदैर्ध्य सलाखों के लैपिंग भी बार का 50 गुना होना चाहिए अनुदैर्ध्य सलाखों की तय की गई लिमिट हमने आईएस 4326 में देखी है और यह भवन की श्रेणी के आधार पर निर्धारित होता है और इसके अलावा लिंटेल बार भी प्रदान किए जाने चाहिए अब यह प्लिंथ बीम या फ्लोर बीम की तरह नहीं हैं ये लिंटेल बैंड हैं जो लिंटेल के स्तर पर लगातार चलते हैं और आप आईएस 4326 की सिफारिशों का भी उपयोग कर सकते हैं जहां आपके पास चार बार लिंटेल या दो बार लिंटेल होता है जो निर्माण में निरंतर लिंटेल होता है फिर यह आवश्यक है कि टाई कॉलम और टाई बीम के स्टील सुदृढीकरण को एकीकृत किया गया है और आवश्यक तन्य शक्ति भी प्राप्त कराई जाती है लेकिन यह आपके प्रभावी टाई तत्वों के रूप में कार्य करने वाले नहीं हैं यह ध्यान में रखा जाने वाला एक और पहलू है नींव और प्लिंथ के संदर्भ में मेसनरी की जो टाइपोलॉजी हम देख रहे हैं यह नींव पर आमतौर पर उपयोग किया जाता है तो यह एक नियमित चिनाई की नींव है जिसे प्लिंथ बीम के ऊपर प्रदान किया जाता है और फिर मेसनरी की दीवार निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है लेकिन प्लिंथ बीम के पास टाई कॉलम का स्थान हैं और टाई कॉलम का प्लिंथ बीम और स्टील सुदृढीकरण के साथ एम्बेडेड होता है तो आपके पास दीवार की रनिंग फाउंडेशन है और फिर आपके पास प्लिंथ बीम होता है हम टाई कॉलम के लिए शटरिंग का उल्लेख कर रहे हैं जबकि दोनों पक्षों की टाई कॉलम शटरिंग ईंट की दीवार के दांतेदार किनारों द्वारा प्रदान की जाती है क्योंकि ईंट की दीवार पहले से ही बनाई जा चुकी है अन्य दो पक्षों को शटरिंग प्रदान करने की आवश्यकता होगी और वह है आरसी टाई तत्व के लिए फॉर्मवर्क क्या बनाता है तो आप देख सकते हैं कि इस निर्माण में आपके पास दो तरफ दांतेदार जोड़ हैं और दो किनारों पर शटरिंग भी प्रदान की गई है और जो यह सुनिश्चित करता है कि RC टाई तत्व के लिए फॉर्मवर्क उपलब्ध है इसलिए यहां संदर्भ काफी हद तक राष्ट्रीय भवन कोड के लिए बताया गया है इस प्रस्तुति के दूसरे भाग में मैं विशेष रूप से कानफाइनेड मेसनरी के व्यवहार पहलुओं और पार्श्व बलों की कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करूँगा तो वास्तव में एक कानफाइनेड मेसनरी की दीवार में क्या होता है मैं अब इसपर चर्चा करूँगा और हम देखेंगे कि इसके बाद अपने अनुमानों को कैसे बढ़ा सकते हैं तो एक कानफाइनेड मेसनरी के निर्माण का लचीलापन और पार्श्व भार का व्यवहार यह रीइंफोर्स्ड मेसनरी की तुलना में कम हो सकता है परंतु निश्चित रूप से अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी से अधिक है अब इसकी दुकतिलिटी मेसनरी निर्माण की दुकतिलिटी से कम क्यों है यह सिर्फ़ इसलिए कि हम स्प्रेड रीइंफोर्स्मेंट को नहीं देख रहे हैं निश्चित रूप से इसमे बेहतर लचीलापन होगा स्प्रेड रीइंफोर्स्मेंट उपलब्ध नहीं है और हम टाई तत्वों को देख रहे हैं जो 3 मीटर या 4 मीटर सेंटर की स्पेस पर आ रहा हैं तो डाक्टिलिटी रीइंफोर्स्ड मेसनरी से कम होगी लेकिन इसकी ताकत का क्या यह निश्चित रूप से अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी से अधिक होने की उम्मीद है क्यूंकि इसका टाई तत्व मज़बूत होता है तो दीवार में समय से पहले दरार आना अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी तत्व द्वारा रोका जाता है जिससे कि अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी के प्रतिरोध में सुधार हो सकता है इसलिए यदि आप वास्तव में इसे कठोर बनाने जा रहे हैं तो क्षमताओं पर गणना करना महत्वपूर्ण है लेकिन अगर आप एक साधारण कानफाइन्ड मेसनरी डिजाइन करना चाहते थे तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण गढ़ना करनी होगी और आपको क्षमता की जांच भी करनी होगी और आपके द्वारा देखे जाने वाले किसी भी मॉडल पर अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी के भ्रामक तत्वों का असर पड़ता है और इसके बारे में एक साहित्य है जो विशेष रूप से पूर्वी यूरोप से आ रहा है और यह टॉमाजेविक और ज़ाग्रेब का ऐतिहासिक काम है हम दक्षिण अमेरिका द्वारा किये गए काम की भी सराहना करते है जो पार्श्व भार को समझने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है और सीमित चिनाई निर्माण की विरूपण क्षमता भी उपलब्ध है और हम इन प्लेन फ्लेक्सुरल प्रतिरोध और इन प्लेन शीयर क्षमता को समझने के लिए भी कुछ कामों को देख सकते हैं तो इन प्लेन फ्लेक्सुरल प्रतिरोध के संदर्भ में सीमित मेसनरी वाली दीवार का क्या होता है जैसा कि पहले चर्चा की गई थी कि हम फ्लेक्सुरल प्रतिरोध प्रदान करने वाले तत्व को नहीं देख रहे क्यूंकि वे फ्लेक्सुरल प्रतिरोध प्रदान नहीं कर रहे हैं वे टाई तत्वों के रूप में कार्य करते हैं और टेंसिल शक्ति उपलब्ध है जो एक कांफिनमेंट बनाता है तो गणना करना और यह मानना की यह मानते हुए कि ये फ्लेक्सुरल एलिमेंट्स है यह तत्व गलत होगा आपको छोटे क्रॉस सेक्शन में स्टील रीइंफोर्स्मेंट की छोटी मात्रा से वह प्रभाव नहीं मिलता है जो आरसी तत्व प्रदान करता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए तो आइए एक मेसनरी वाली दीवार को देखें जिसमें दो टाई हैं जो स्तंभ के दो छोर पर हैं टाई कॉलम प्रत्येक चार रीइंफोर्स्मेंट वाली सलाखों के साथ प्रदान किया जाता है और इसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्र A rv है कानफाइन्ड एलिमेंट की गहराई d है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और दो छोरों पर सीमित तत्व और कानफाइन्ड एलिमेंट दीवार के केंद्र में है अब इन प्लेन बेन्डिंग की अंतिम क्षमता क्या है यह स्थापित करने के लिए विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं और जिस मॉडल को यहां संदर्भित किया जा रहा है वह पूर्वी यूरोप के टोमाजेविक और सहयोगियों के काम से है तो वास्तव में यहाँ क्या माना जा रहा है अंतिम फ्लेक्सुरल प्रतिरोध के अनुमान के पीछे की अवधारणा मेसनरी की दीवार के दो किनारों पर एक भ्रमित तत्व की उपस्थिति के साथ होती है हमने एक अल्टीमेट पर पहुंची अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी की फ्लेक्सोरल कैपेसिटी की क्षमता का अनुमान देखा है जब आपके पास अंत में तनाव खंड होता है हालाँकि अब आपको संपीड़न में इस अंत ब्लॉक में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि आपके पास इसके ठीक बगल में है एक ठोस ब्लॉक जो टाई का क्रॉस सेक्शन है स्तंभ जिसमें तन्य प्रतिरोध है और इसलिए एज ब्लॉक एज संपीड़न ब्लॉक एक अलग ज्यामिति है और इसमें दो अलग अलग सामग्रियां भी हैं एक के साथ स्टील सुदृढीकरण एक स्टील सुदृढीकरण के बिना तो यहाँ पर टोमाजेविक एक समान कम्प्रेशन तनाव ब्लॉक का उपयोग करता है और उस तनाव ब्लॉक की चौड़ाई ए है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इसमें दो प्रतिरोधक तत्व हैं ईंट की दीवार से आने वाले कम्प्रेशन में प्रतिरोध है और रीइंफोर्स्ड टाई कॉलम तत्व में भी है इसलिए यहां मॉडल इस बारे में बात करता है कि आप रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तत्व कैसे परिभाषित कर सकते हैं और समकक्ष के लिए एक अभिव्यक्ति देता है यहाँ हम स्ट्रेस ब्लॉक को रीइंफोर्स्ड तनाव के समान देख रहे है जहां अक्षीय बल परिणामी होता है और 085f m टी द्वारा संतुलित किया जाता है तो वह घटक समान रहता है लेकिन आपके पास यह अतिरिक्त घटक है जहां d सीमा तत्व का अनुभागीय आयाम है और n यहाँ दूसरा पहलू है जो दो अलग अलग सामग्रियों को भूमिका में लाता है जो इस स्थान पर महत्वपूर्ण विरोध कर रहा हैं तो इसे एक समतुल्यता कारक n कहा जाता है और यह समतुल्यता कारक मेसनरी की कम्प्रेशन ताकत और मेसनरी की कंक्रीट ताकत के अनुपात के रूप में होता है यहाँ हम दो अलग अलग सामग्रियों को देख रहे हैं आपके पास ग्राउट है आपके पास स्टील सुदृढीकरण है और अन्य सामग्री मेसनरी है तो n 1 हो सकता है n 1 से अधिक भी हो सकता है लेकिन n आमतौर पर 1 से कम नहीं होना चाहिए तो पहले मामले में जहां स्टील सुदृढीकरण टाई कॉलम में है जिसे कम्प्रेशन में भी माना जाता है फिर अक्षीय बल प्रतिरोध आता है तो कुल अक्षीय बल संतुलन इस तनाव ब्लॉक के स्थान से आता है तो कुल N 085f m t से संतुलित होता है जो मेसनरी से आने वाला प्रतिरोध है पहला भाग मेसनरी से अल्टीमेट में आने वाला प्रतिरोध है दूसरा भाग कंक्रीट ब्लॉक से आने वाला प्रतिरोध है जो 085 f c t d है और आपके पास प्रतिरोध है आपको तन्यता बल और कम्प्रेशन को ध्यान में रखना है जो आप किनारे वाले तत्व में देने जा रहे हैं और यह A rv है जो कम्प्रेशन में तन्यता पक्ष में सुदृढीकरण के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र है यह साइड कुछ प्लस और माइनस हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पैदावार हुई है तो इस विशेष मामले में हम कम्प्रेशन का रीइंफोर्स्मेंट लेखांकन कर रहे हैं तो इस से अक्षीय बल का अनुमान लगाया जा सकता है और इन तत्वों में से प्रत्येक में कुल अक्षीय बल अलग अलग होता है और ऐसे कुल प्रतिरोध को मांपा जा सकता है लीवर आर्म का स्टील रीइंफोर्स्मेंट l d है जो कि d 2 से 2 गुना है जो कि तत्वों को परिभाषित करने वाले किनारे में स्टील कम्प्रेशन है इसलिए इस गणना में हम कम्प्रेशन में रीइंफोर्स्मेंट के योगदान पर विचार कर रहे हैं आप कम्प्रेशन के योगदान की उपेक्षा कर सकते हैं इसलिए हम अक्षीय बल संतुलन में योगदान पर विचार नहीं कर रहे हैं क्यूंकि इसमे कम्प्रेशन नहीं जोड़ा गया है आप देखते हैं कि केवल माइनस A rv में fy घटक शामिल किया गया है और इसलिए इस अनुमान से आपको इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि आपके पास केवल एक बल है जो अक्षीय बल संतुलन में लाना होगा तोस्ट्रेस ब्लॉक को A कहा गया है और इसकी परम गणना का अंतर पिछले गणना के संबंध में अलग होगा जहां हम कम्प्रेशन रीइंफोर्स्मेंट के योगदान पर विचार करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भ्रमित करने वाले तत्व का एक योगदान है लेकिन परिभाषित तत्व को फ्लेक्सुरल तत्व के रूप में नहीं माना जाता है तो यह समतल फ्लेक्सुरल प्रतिरोध का संबंध है लेकिन अगर आप शियर प्रतिरोध पर विचार करते हैं तो इसकी गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल शियर स्ट्रेंगत मॉडल है जो टोमाजेविक और क्लेमेंस द्वारा विकसित किया गया है इस विशेष मॉडल में हम अतिरिक्त योगदान को देख रहे हैं जो टाई के और दीवार पैनल की बातचीत से आने वाले अक्षीय तनाव के तत्व से आता है इसलिए जब दीवार को गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों के अधीन किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तनाव उत्पन्न होता है लेकिन एक अतिरिक्त कम्प्रेशन बल और सहभागिता के कारण एक क्रॉस सेक्शन में उत्पन्न तनाव टाई कॉलम और दीवार के बीच देखा जा सकता है तो इस तरह आप गुरुत्वाकर्षण बलों से आने वाले कंप्रेसिव स्ट्रेस को देख सकते हैं लेकिन टाई कॉलम और दीवार की आपस में बातचीत के कारण अतिरिक्त कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है और इन अतिरिक्त कंप्रेसिव स्ट्रेस का अनुमान लगाया जा सकता है और इनका उपयोग शियर ताकत का अनुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है आप स्पष्ट रूप से इंटरैक्शन के प्रभाव को लेखांकन कर रहे हैं तो यह इस दृष्टिकोण का आधार है यहाँ N i अतिरिक्त कम्प्रेशन बल है जिसे हम देख रहे हैं जो पलटने के प्रतिरोध की पेशकश कर रहा है तो क्या हो रहा है मेंसरी की दीवार वास्तव में ओवर्टन हो रही है लेकिन आपके पास एक भ्रामक तत्व है और वह भ्रामक तत्व कम्प्रेशन को बढ़ा देता है आप संक्षेप में सुधार के तत्व को परिभाषित करने वाले तत्व के योगदान को लाना चाहते हैं तो यहाँ हम कह रहे हैं कि कुल कंप्रेसिव स्ट्रेस दो योगदानों से आता है एक गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण है और दूसरा अन्य तत्वों के कारण है v लंबवत संरेखित गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण है और i अंतःक्रिया के कारण है तो ऊर्ध्वाधर भार के कारण मेंसरी में कम्प्रेशन तनाव है तथा अतिरिक्त कम्प्रेशन तनाव के कारण अतिरिक्त बल है वास्तव में इन इंटरैक्शन फोर्स का आधार कई किये गए अध्ययन से आता है जो इन्फिल पैनल मेंसरी इन्फिल पैनल और आरसी कॉलम एलिमेंट इंटरैक्शन पर आधारित हैं तथा यह एक सादृश्य है और विश्लेषणात्मक फॉर्मूला आरसीई पर अध्ययन से लिया गया है इस गणना में हम वास्तव में देख रहे हैं की क्या विश्लेषणात्मक रूप से Ni का अनुमान लगाना संभव है और उसके बाद क्या उसे कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस का अनुमान लगाने में प्रयोग किया जा सकता है और फिर एक मॉडल का उपयोग करके कानफाइण्ड मेसनरी दिवार का अनुमान लगा सकते है और यह इस बात को ध्यान में रखता है कि इंटरेक्शन फोर्स का कितना हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हर दीवार का आकार अलग है क्योंकि अगर आपके पास लंबाई में काफी बड़ी दीवार है तो आप hl अनुपात को देखते हैं लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त संख्या में भ्रमित करने वाले तत्व नहीं है तो इसका प्रभाव कम होगा यदि आप महत्वपूर्ण तत्वों की संख्या बढ़ाते हैं तो बाकी तत्वों को भी बढ़ाना चाहिए तो यह सीधे समग्र आकार से जुड़ा हुआ है और आपके पास एक ज्यामितीय पैरामीटर है जो इस बात का अनुमान लगाता है की यह मूल्य क्या होना चाहिए तो प्रयोगात्मक परिणामों के आधार पर यह मान 54 के रूप में लिया जाता है तो यह है जहाँ मूल्य प्रदर्शित हैं और दूसरा बल वह है जिसका हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता है जो कि N i A w है और यह N i स्वयं पार्श्व बल से स्थापित किया गया है पार्श्व बल दीवार पर अभिनय करता है यह भी महत्वपूर्ण है अतः इस विचार को लाकर अभिव्यक्ति के अंतिम रूप को देखना होगा हमने तीसरे मॉड्यूल के पहले सिद्धांत देखा था की एक दीवार की शियर ताकत का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं और हम विकर्ण तनाव विफलता तंत्र के भावों पर आ गए थे हम जानते हैं कि मेसनरी की दीवार की शियर ताकत के लिए समाधान क्या हो सकता है तो यहाँ पिछली अभिव्यक्ति में हम Aw को विस्थापित कर देंगे तो यह एक परिचित अभिव्यक्ति है जहाँ f tu तन्यता ताकत या मेसनरी की पारंपरिक तन्यता ताकत है तो यह अंतिम शियर ताकत की अभिव्यक्ति है जब एक विकर्ण तनाव तंत्र हो रहा है तो हम इसका उपयोग शियर ताकत के रूप में करते हैं लेकिन आप इसे बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि आपके पास है और यह न केवल ऊर्ध्वाधर लोड के कारण संपीड़ित तनाव से आने से प्रतिस्थापित किया जा सकता हैलेकिन अंतःक्रिया बल के कारण भी ऐसा होता है तो यह सरलीकरण अल्फा वह पैरामीटर है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी और 54 के रूप में अपनाया था और इसे अंत क्रिया गुणांक के रूप में समझा जाता है और यह वही है जो वास्तव में इसके योगदान के लिए जाना जाता है सहभागिता गुणांक जो दीवार की लंबाई के साथ ध्यान में रखा जाता है और संपूर्ण बलों का वितरण परस्पर प्रभाव में आता हैं यह अंत क्रिया गुणांक है जो सहभागिता बलों का वितरण और शियर तनाव के वितरण का अनुभाग भी है एक और योगदान है जो वास्तव में डोवेल एक्शन के कारण होता है तो अगर आप इन दो स्थानों को देखेंगे तो यहाँ पर स्टील रीइंफोरसमेंट है और क्यूंकि दिवार में शियर डेफोर्मेशन है इसलिए स्टील रीइंफोरसमेंट में डोवेल एक्शन होगा इसलिए यह एक नगण्य योगदान नहीं है इसलिए दिवार की शियर स्ट्रेंथ कॉन्फिंड मेसनरी दिवार और डोवेल एक्शन के कारण आने वाले योगदान का योग है तो डोवेल एक्शन कॉन्फ़िनिंग एलिमेंट्स में माना जाता है तो पुष्टिकर तत्व में मौजूद बारों को मजबूत करने की संख्या पर और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सुदृढीकरण के साथ रीइंफोर्स्ड मेंसरी पर अध्ययन से यह सब हमे ज्ञात होता है प्रीस्टले और ब्रिजमैन के काम पर यह निर्भर करता है और मूल रूप से आपको इसके योगदान का अनुमान मिलता है प्रत्येक वर्टिकल रीइनफोर्सिंग बार से अपेक्षा की जाती है कि वह के मान का योगदान दे जो ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण पट्टी का व्यास है तो आप देखते हैं कि यह डोवेल एक्शन और समग्र के यांत्रिकी पर आधारित है जो आपको संपर्क बलों के कारण मिलेगा और यह मजबूत सलाखों की संख्या से गुणा किया जाता है जो आपके पास क्रॉस सेक्शन में है तो अंत में कुल शियर रेजिस्टेंस पहले की गणना के योग के रूप में की जाती है जिसे हमने बनाया था जब हमने कनफिनिंग एलीमेंट की ताकत को बढ़ाने की बात की थी तो इस तरह से हम मेसनरी वाली दीवार के समग्र शियर प्रतिरोध पर पहुंचेंगे जो कि अविभाजित मेसनरी वाली दीवार के शियर ताकत से अधिक होने की उम्मीद है इसके साथ मैं सीमित मेसनरी निर्माण के व्यवहार पर चर्चा समाप्त करता हूं मैंने उन नुस्खों पर चर्चा की है जो राष्ट्रीय भवन संहिता के लिए अनिवार्य हैं लेकिन अगर आप कठोर शियर क्षमता का आकलन करके और इन प्लेन बेन्डिंग रेजिस्टेंस के दृष्टिकोण पर पहुंचना चाहते हैं तो आप यांत्रिकी के आधार पर सरल विश्लेषणात्मक और अर्ध आनुभविक गणना का उपयोग कर सकते हैं और यह कई प्रयोगात्मक अध्ययनों और यहां तक कि वास्तविक भूकंपों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है की यह टाइपोलॉजी निष्पादित करने के लिए काफी सरल है और आपको भारी इंजीनियरिंग इनपुट की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह बड़े भूकंपों में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो इसके साथ मैं इस भाग को समाप्त करता हूं जिसे मैं मॉड्यूल 5 के भीतर संबोधित कर रहा हूं धन्यवाद